इस NPTEL लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ एंटीना करंट देखेंगे वास्तव में पहले लंबे डायपोल के लिए वायर एंटीना की चर्चा करते हुए हमने चर्चा की थी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगभग साइनूसोइडल है क्योंकि अगर हम केंद्र में डायपोल को खिला रहे हैं और करंट कंडक्शन करंट दो एक्सट्रीम पर zeo है और फीड पॉइंट पर अधिकतम जाना चाहिए तो यह कहा गया था कि यह साइनूसोइडल होगा लेकिन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली भी पता किया है और अन्य तकनीकों द्वारा भी कि यह बिल्कुल साइनूसोइडल नहीं है टॉप ग्राफ को देखें यह लैम्बडा बटा 2 डायपोल के लिए है यह एक पतली डायपोल है क्योंकि सामान्य डायपोल रेडियस लैम्ब्डा के संदर्भ में काफी छोटा है और यहां x एक्सिस में सेंटर से दूरी तय की जाती है तो इसका मतलब है कि यह सेंट्रल पॉइंट है और यह टॉप पॉइंट है और करंट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पोल में सिमैट्रिक है तो आप देखते हैं कि हमने लाल रंग से एक साइनूसोइडल प्लॉट किया है लेकिन वास्तविक करंट एग्जैक्ट नहीं है यह सेंटर में सबसे पहली चीज नहीं है क्योंकि शिखर कहीं और है और आप यह भी देखते हैं कि आमतौर पर इसे सीरियल नहीं एक्स्पोनेंशियल कहा जा सकता है लेकिन यह एक्स्पोनेंशियल नहीं है डेविएशन हैं और अब अगर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है अगर हम डायपोल के इनपुट इम्पीडेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि साइनूसोइडल चीज़ के सेंटर में हम जो भी करंट की अपेक्षा करेंगे वही नहीं है इसलिए यदि हम क्योंकि फ़ीड पॉइंट पर इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी तो हम करंट द्वारा विभाजित वोल्टेज का पता लगाएंगे इसलिए यदि करंट अलग है तो इनपुट इम्पीडेंस मुश्किल होगी मूल रूप से यदि हम एक साइनूसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के वास्तविक डिस्ट्रीब्यूशन को मानते हैं तो निकट फील्ड प्रभाव अलग है दूसरा ग्राफ एक लैम्ब्डा डायपोल के लिए है जिसका अर्थ है पूर्ण वेव डायपोल फिर से आप देखते हैं कि यह एक पतला है यहां आप यह भी देखते हैं कि साइनूसोइडल अपेक्षा के अनुरूप है लेकिन शिखर एक अलग पॉइंट पर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखते हैं कि सेंटर में साइनूसोइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन शून्य है ताकि इनपुट इम्पीडेंस इंफिनिटी पर जाए जो कि मामला नहीं है कोई भी डायपोल मुझे इनफाईनाइट इनपुट इम्पीडेंस नहीं देता है हमने देखा है कि इनपुट इम्पीडेंस कुछ कॉन्प्लेक्स शब्द की तरह है लेकिन रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 Ohms जैसे कुछ है लेकिन आप देखते हैं कि वास्तविक डिस्ट्रीब्यूशन शून्य नहीं है तो आप आसानी से एग्जैक्ट प्राप्त कर सकते हैं अब इस प्रकार के एग्जैक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्राप्त किया जाए कि हम वास्तव में चर्चा करेंगे इसलिए आज का विषय न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ डायपोल करंट है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है अब वास्तव में पहले की चर्चाओं में हमने हमेशा डायपोल फाईनाइट रेडियस की उपेक्षा की थी लेकिन अगर मैं एक डायपोल बनाना चाहता हूं तो यह एक सिलेंडर होगा इसलिए किसी भी व्यावहारिक सिलेंडर में एक फाईनाइट रेडियस होगा मैं इसे छोटा रख सकता हूं लेकिन इसका मतलब है कि सतह पर करंट होंगी इसलिए करंट को डिस्टर्ब किया जाएगा यदि डायपोल परफेक्ट कंडक्टिंग एलिमेंट या किसी प्रैक्टिकल एलिमेंट से बनाया गया है तो सरकम्फ्रेंस में करंट होंगी और इसलिए यह हमेशा नहीं होता है कि सेंटर के माध्यम से करंट जा रहा है एक और है हम फीड पॉइंट पर एक फाईनाइट अंतर कर रहे हैं अब उस अंतराल पर हम विचार नहीं करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि डायपोल सेंटर भी सेंटर में है लेकिन वास्तव में डायपोल सेंटर एक डेल्टा ऊपर और डेल्टा नीचे है इसलिए वह मॉडल नहीं है आज हम इसे भी ध्यान में रखेंगे और इसलिए एक डायपोल चीज कुछ इस तरह है और इस अंतराल में हम कहते हैं कि हमें कुछ फीड देना चाहिए जिसका काम वोल्टेज जनरेटर डालना है तो मैं कह सकता हूं कि यह वोल्टेज फेज वोल्टेज में है और हम कहें कि यह अंतर डेल्टा जैसा है तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल पॉइंट से टॉप तक यह I बटा 2 है इसी तरह इसका मतलब है टॉप पोल की यह लंबाई I बटा 2 है नीचे के पोल की लंबाई भी I बटा 2 है अब पहले मैं आपको यह याद रखने में मदद करता हूं कि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन लिया है जबकि हम साइनूसोइडल पर चर्चा करते हैं हमने यह लिया है कि यह az I0 sin kl बटा 2 माइनस है 2 minus z 0 के लिए कम बराबर z' कम बराबर I बटा 2 के और नीचे के आधे भाग में यह I0 sin kl बटा 2 माइनस I बटा 2 z' से 0 है यह हमारी पहले की बात थी आज हम देखेंगे कि एक सेंटर फैड और फाईनाइट डायमीटर के लिए जहां यह बिल्कुल सच नहीं है हालांकि हम कहेंगे कि जैसा कि हमने देखा है कि साइनूसोइडल आमतौर पर होता है लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है इसलिए यदि आप रेडिएशन पैटर्न चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस बिल्कुल निर्धारित हो क्योंकि सर्किट मैचिंग मिलान के लिए यह बहुत आवश्यक है यह सच है तो दो तकनीकें एक समान हैं लेकिन एक बड़ा अंतर है तो हम उन तकनीकों को देखेंगे पहले एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक हॉलन उन्होंने सबसे पहले इनका पता लगाया इसीलिए एनालिसिस के इस फॉर्मूलेशन को हॉलन का फॉर्मूलेशन Hallen's formulationकहा जाता है तो यह हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हम अब कहते हैं कि हमें नहीं पता कि करंट क्या है इसलिए हम करंट डिटरमिन करेंगे इसलिए हम लिखेंगे कि हॉलन का फॉर्म्युलेशन एक बहुत ही जानी मानी तकनीक है जिसका बहुत उपयोग किया जाता है वास्तव में पहले लोगों के पास इसे हल करने के लिए कुछ आईट्रेटिव तकनीक हुआ करती थी लेकिन आज विभिन्न न्यूमेरिकल तकनीकों की उन्नति के साथ कि हम अगले लेक्चर में शायद चर्चा करेंगे कि इस तरह की करंट डिस्ट्रीब्यूशन समस्याओं के लिए बहुत उपयुक्त तकनीक है या बिखरने की समस्या या किसी रेडिएटिंग समस्या के लिए करंट के निर्धारण के मामले में जिसे मोमेंट मेथड कहा जाता है जो एक इंटीग्रल इक्वेशन मेथड है तो इस हॉलन के फॉर्मूलेशन की धारणाएँ हैं तो पहला यह है कि रेडियस रेडिएटिंग स्ट्रक्चर का फाईनाइट रेडियस है तो हम कहेंगे कि डायमीटर 005 लैम्ब्डा से अधिक है फिर डायपोल लंबा होता है तो I a से अधिक है और I बहुत अधिक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यह इन सभी मामलों के लिए लागू है लेकिन I अधिक होना चाहिए इसके अलावा हमें यह भी चाहिए कि 'a' लैम्ब्डा से बहुत कम होना चाहिए अब वास्तव में क्या होता है अगर मेरे पास इस तरह से एक प्रैक्टिकल सिलेंडर है इसलिए पक्षों में करंट होंगी सिलेंडर के इन टॉप कैप में भी और नीचे के कैप में भी करंट होगा लेकिन इस धारणा से वास्तव में हम उस कैप की उपेक्षा कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि करंट सिलैंडरिकल सतह पर है इस प्लानेर कैप पर नहीं अब इस पर हम बाउंड्री कंडीशन रखेंगे बाउंड्री कंडीशन क्या हैं आप देखते हैं हमेशा यह बाउंड्री कंडीशन सही कंडक्टर से बनी होती है इसलिए हम कहेंगे कि पहली बाउंड्री कंडीशन कुल टेंनजेनशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सिलैंडरिकल सतह पर शून्य होगी यह हमेशा 2 प्लस है कृपया याद रखें यहां अंतराल में यह सच नहीं है लेकिन सिलैंडरिकल सतह पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन स्पष्ट है कि हमारा करंट हम यहां करंट को नहीं जानते हैं लेकिन अंत पॉइंट पर यह शून्य हो जाएगा ये दो बाउंड्री कंडीशन हैं हम लागू करेंगे तो हॉलन का फॉर्मूलेशन क्या है हमने देखा है कि क्योंकि यह एक आदर्श कंडक्टर है इसलिए हम मानते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक करंट है तो हम कह सकते हैं कि M यहां शून्य के बराबर है और हमारे करंट डेंसिटी J जिसे हम Jz के रूप में लिखेंगे अब यह एक धारणा है तोहॉलन के फॉर्मूलेशन का कहना है कि करंट में आम तौर पर इस तरह से चल रहा है वास्तव में यह एक इक्विवेलेंट चीज है यहां करंट हैं इसलिए यह मान लें कि क्योंकि यह एक सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है इसलिए संक्षेप में कहें कि मैं एकसिस पर एक इक्विवेलेंट करंट रख सकता हूं इसलिए अगर मेरे पास यह है तो हम लिख सकते हैं कि लागू इलेक्ट्रिक फील्ड EA के संदर्भ में इलेक्ट्रिक क्या है कृपया याद रखें कि A उस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से आता है जबकि हम सामान्य समाधान पर चर्चा करते हैं हम लिख सकते हैं कि EA माइनस j ओमेगा A माइनस j बटा ओमेगा mu एप्सिलॉन Del Del क्रॉस A के बराबर है सिलैंडरिकल सतह पर मैं कह सकता हूं कि लागू इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रिक को लागू नहीं कर रहे हैं वहाँ क्षेत्र इसलिए यह इस बात को मैं वेक्टर पोटेंशियल तक नहीं ले जाऊंगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है यह हमने कई बार देखा है इसलिए हमें इस इक्वेशन को हल करना होगा एक बार जब हम वेक्टर पोटेंशियल जान लेते हैं तो हम आसानी से J पा सकते हैं हम कह सकते हैं कि Jz z या z में सिमिट्रिकल है इसका मतलब है कि Jz z Jz z के बराबर है स्ट्रक्चर के कारण एक्साइटेशन सिमिट्रिकल है इसलिए बाइपोलर एक्साइटेशन है तो यह मुझे बताता है कि Az भी सिमिट्रिकल है इसका मतलब है कि Az z भी Az z है तो एक समाधान क्योंकि Az इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है एक समाधान है Az Az इस सममिति के लिए माइनस j mu ऐपसीलोन A1 एक कोसाइन फ़ंक्शन प्लस के बराबर है और यह आप इसे यहाँ रख सकते हैं और देख सकते हैं कि यह संतुष्ट है यह शब्द k की उपस्थिति के कारण आ रहा है तो A1 B1 अज्ञात हैं A1 और B1 बाउंड्री कंडीशन से निर्धारित होने के लिए कांस्टेंट हैं मेरे पास दो अज्ञात हैं मेरी दो बाउंड्री कंडीशन हैं इसलिए मैं ऐसा कर पाऊंगा अब मैं थोड़ी देर बाद इस समाधान पर आऊंगा पहले मुझे इसको इवेलुएट करने दो तो अब हम अंतराल को देखते हैं मुझे देखने दो कि यह स्ट्रक्चर है तो अंतराल पर लागू वोल्टेज Vi है तो वहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन Del स्क्वायर Az प्लस Del z स्क्वायर प्लस k स्क्वायर Az के बराबर है या मैं d लिख सकते हैं क्योंकि केवल एक k स्क्वायर Az है अगर आप इसे j ओमेगा mu एप्सिलॉन EA डालते हैं यह अंतराल में है अब इस अंतर को पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस डेल्टा बटा 2 से डेल्टा बटा 2 स्क्वायर Az dz स्क्वायर प्लस k स्क्वायर Az dz माइनस डेल्टा बटा 2 प्लस डेल्टा बटा 2 j ओमेगा mu एप्सिलॉन EA dz के बराबर है अब मैं आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं ये सभी कांस्टेंट हैं तो यह मूल रूप से मुझे यह लिखना है राइट साइड की ओर j omega mu एप्सिलॉन माइनस डेल्टा बटा 2 से Delta बटा 2EA dz है j ओमेगा mu एप्सिलॉन क्या है जो E डॉट dl है यह एक लाइन इंटीग्रल माइनस Vi है अब हम LHS को देखते हैं तो LHS है अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो Del स्क्वायर Az Del z स्क्वायर प्लस k स्क्वायर Az dz डेल्टा बटा 2 से डेल्टा बटा 2 तक अब मुझे यह लेना चाहिए सीमा 0 पर रुझान z हो रहा है पहली सीमा यह होगी कि del Az del z वन इंटीग्रेशन प्लस k स्क्वायर माइनस डेल्टा बटा 2 से डेल्टा बटा 2 Az dz पूरी सीमा तक अब मेरे पास Az के लिए एक्सप्रेशन है तो del Az आप इसे डाल सकते हैं और यह भी कि आप एक इंटीग्रेट कर सकते हैं इसलिए यह सीमित हो जाएगा z से 0 j mu एप्सिलॉन k A1 sin kz माइनस B1 cos kz सीमित प्लस k स्क्वायर माइनस j mu एप्सिलॉन माइनस A1 बटा k sin kz प्लस B1 बटा k cos kz जो की j k एप्सिलॉन के बराबर है ये सरल इंटीग्रेशन साइन फंक्शन हैं तो आप खुद कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी मदद करने के लिए मैं इसे लिख रहा हूं अब आप सीमा लागू करते हैं तो यह माइनस j k mu एप्सिलॉन 2 B1 होगा तो यह आपका RHS LHS RHS है हमने इन 2 को समान पाया है इसलिए हमें माइनस j ओमेगा mu एप्सिलॉन 2 B1 माइनस j ओमेगा mu एप्सिलॉन Vi मिलता है जिसका अर्थ है कि Vi बटा 2 के रूप में मुझे B1 मिल गया है इसलिए B1 मिला हुआA1 मिला अब यह जानकर मैं दूसरा जानता हूं तो यह पहली बाउंड्री कंडीशन है दूसरी बाउंड्री कंडीशन यह है कि आपने इसे वहां रखा है BC2 ताकि यह होगा कि Iz z शून्य पर z के बराबर प्लस माइनस l बटा 2 के बराबर है इसलिए इस A से अब आपको I पता चलता है आप इसे एक अभ्यास के रूप में ले सकते हैं यह आपको A1 देता है इसका मतलब है अब हम A1 B1 जानते हैं इसका मतलब है कि मुझे इसका समाधान पता है तो वहाँ से मतलब है कि हम A जानते हैं और पहले से ही इस एक्सप्रेशन को हमने पाया है कि अगर हमारे पास A और Iz के बीच संबंध है जो एक इंटीग्रल संबंध है अगर मेरे पास केवल एक लीनियर करंट है तो यह एक कौनटूर इंटीग्रल Iz xyz e है जो कि पावर माइनस j kR बटा R dl है तो मेरे पास A का समाधान है हमारे मामले में A माइनस j रूट mu एप्सिलोन A1 cos k z प्लस B1 sin k z है तो ये दोनों समान हैं तो इस I को मैं माइनस I बटा 2 से प्लस I बटा 2 Iz e से पावर माइनस j kR बटा R 4 pi dz के रूप में माइनस j बटा η A1 cos kz प्लस B1 sin kz के बराबर है अब ये इक्वेशन आप दाहिने हाथ की तरफ देखते हैं पूरी तरह से A1 B1 के रूप में जाना जाता है इसलिए मुझे I z ढूंढना होगा लेकिन दुर्भाग्यवश I z के अंतर्गत है या यह इस इक्वेशन का एक इंटीग्रैंड है यही कारण है कि इन इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाता है तो यह फॉर्मूलेशन एक इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्मूलेशन है क्योंकि यह अज्ञात है और यह इंटीग्रेशन के तहत है या यह एक इंटीग्रैंड है इंटीग्रेशन के लिए इसलिए यह एक इंटीग्रल इक्वेशन है तो यह किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की परिभाषा है कि यदि अज्ञात एक इंटीग्रैंड के तहत है तो इसे एक इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाता है तो इसे हल करने की आवश्यकता है वास्तव में इस इक्वेशन को हॉलन का इक्वेशन कहा जाता है यह प्रसिद्ध इक्वेशन है अब यह इक्वेशन यदि आप हल कर सकते हैं अर्थात इंटीग्रल इक्वेशन हल किया गया है तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन को पा सकते हैं दरअसल हम बाद में देखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे हल किया जाए तो हम देखेंगे कि एक और फॉर्मूलेशन भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और इसके कुछ फायदे हैं जो फायदे वास्तव में हम देखते हैं अगर मैं इसे मोमेंट विधि से हल करना चाहता हूं तो मुझे इसे इन्वर्स करने की आवश्यकता है इसलिए एक आदेश कम है क्योंकि यहां A1 भी एक अज्ञात है जिसे हल करने की आवश्यकता है क्योंकि हम वेक्टर पोटेंशियल देख रहे हैं वास्तव में यह A1 एक कन्फ्यूज करने वाली बात है क्योंकि यह एक वेक्टर पोटेंशियल A है और यह अज्ञात A1 है अब इंवर्जन मैट्रिक्स के ऑर्डर हम कक्षा एक में देखेंगे कि हम चर्चा करेंगे और जनरेटर भी है जो एक वोल्टेज जनरेटर है लेकिन अन्य प्रकार के विभिन्न गति जिन्हें इस फॉर्मूलेशन द्वारा एनालाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह हमेशा माना जाता है कि एक है वोल्टेज जनरेटर या स्पार्क गैप जनरेटर लेकिन एक अन्य सामान्य फीड चीज़ को पोकलिंगटन फॉर्मूलेशन कहा जाता है जो कि इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्मूलेशन भी है इसलिए अब हम देखेंगे कि पॉकलिंगटन के इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्मूलेशन फिर से हमारे पास वह सिलेंडर है यहां सतह पर करंट डेंसिटी है तो इसकी पहली धारणा करंट डेंसिटी Jz सतह पर है तो इसे kz कहा जाता है अब दूसरी बात यह है कि सतह का करंट डेंसिटी kz सर्कंफरेंशियली यूनिफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं कि Iz पॉइंट z पर 2 pi a kz z होगा तो यहाँ यह कहता है कि यह समान रूप से सर्कंफरेंशियली है और तीसरी बात महत्वपूर्ण है यह हॉलन के रिफाईनमेंट से है एक बिखरा हुआ फील्ड है इसलिए Ez तार में बराबर करंट द्वारा बनाया गया एक बिखरा हुआ फील्ड है वास्तव में Jz यहां सतह पर है लेकिन हॉलन का कहना है कि ये सर्कंफरेंशियल करंट अंत में उसके बराबर एक एक्सेल करंट ले सकती है और यह फील्ड को तितर बितर करेगा उस फील्ड को हम Ez चीज को सिलेंडर के एक्सिस पर स्थित तार में एक इक्विवेलेंस करंट द्वारा निर्मित कहेंगे इसलिए याद रखें कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि करंटको सर्कंफरेंशियली वितरित किया गया है लेकिन इक्विवेलेंट वस्तु जो हम लेते हैं हम इस यूनिफॉर्म चीज़ को आसानी से ले सकते हैं इक्विवेलेंट करंट क्या है वह एक्सिस है और क्योंकि यह एक सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है और यह बिखरी हुई चीज है अब फिर से हम कह सकते हैं कि M शून्य है मैग्नेटिक करंट और करंट डेंसिटी इस az Jz द्वारा दिया गया है जैसा कि हॉलन की बात है तो हमें इस इक्वेशन को हल करना होगा Del स्क्वायर Az प्लस del z स्क्वायर प्लस k स्क्वायर Az j ओमेगा mu एप्सिलॉन Ez के बराबर है इसलिए आप देखते हैं कि हॉलन का इक्वेशन हमने कहा है कि यह गैप को छोड़कर हर जगह शून्य है लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि एक बिखरा हुआ फील्ड भी है जाहिर है गैप पर एक लागू फील्ड है तो यही कारण है कि यह सामान्य से अधिक है और इसलिए अब हम इसे पहले वाली बात से हल कर सकते हैं इसलिए मैं सीधे इस पोकलिंगटन के फॉर्मूलेशन पर जा सकता हूं इसलिए हम अंततः इस l को 2 I z द्वारा लिख सकते हैं या मुझे यह कहने दें कि इस चीज का समाधान क्या होगा इसका समाधान स्पष्ट रूप से सामान्य रूप से होगा यह हम पहले ही देख चुके हैं यह डिफरेंशियल इक्वेशन इसका समाधान यह है और अब हमारी उन सभी मान्यताओं के लिए इन्हें विशेषज्ञता देते हुए हम लिख सकते हैं कि यह Del स्क्वायर Del z स्क्वायर प्लस k स्क्वायर e से पावर माइनस j kR बटा 4 pi R dz j omega ऐपसीलोन Ez के बराबर है Z डायरेक्टेड Z बटा s अब Ez क्या है हम सिलेंडर की सतह पर जानते हैं कुल टेंनजेनशियल इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होना चाहिए इसलिए वे दोनों समान हैं मैं लिख सकता हूं कि Ezs z प्लस Ezi z शून्य के बराबर है मैं Ez इंसीडेंट यानी Ez i z लिखूंगा इंसीडेंट का मतलब है जो लागू किया जाता है उन्हें शून्य पर जाना चाहिए इसका मतलब है कि मैं हमेशा Ezs z लिख सकता हूँ माइनस Ezi z के बराबर है इस प्रकार अगर मैं यहां आता हूं तो मुझे मिलता है या मैं यहां लिख सकता हूं कि यह माइनस j ओमेगा एप्सिलॉन Ezi z है और यह भी कि R क्या है R कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हम सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट rho स्क्वायर प्लस j माइनस z पूरे स्क्वायर में जाते हैं तो इस फॉर्मूलेशन को पोकलिंगटन का इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्मूलेशन कहा जाता है आप देखते हैं कि यह एक समान स्ट्रक्चर का इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि यह अज्ञात है यह हिस्सा जाना जाता है वास्तव में दिए गए एक्साइटेशन स्पार्क गैप से यदि आप कहते हैं कि मुझे पता है कि Ezi z क्या है तो मैं कैलकुलेट करूंगा यदि कोई अन्य प्रकार का फीड है तो मुझे वह मिल सकता है तो Ez मेरे हाथ में है लेकिन यह ज्ञात है तो यह पक्ष ज्ञात है यह पक्ष कुछ ऑपरेशन है यह फ़ंक्शन ज्ञात है तो मुझे इसे हल करने की आवश्यकता है इसलिए यह इंटीग्रल इक्वेशन हॉलन और पॉकलिंगटन दोनों के लिए है लोगों ने हल कर लिया है और फिर विभिन्न तकनीकें हैं जिनमें से एक मैंने कहा कि सबसे कुशल एक कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे आसान मोमेंट मेथड है कि हम अगली कक्षा में मोमेंट मेथड की थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगली कक्षा में इस इक्वेशन को कैसे हल किया जाए धन्यवाद